यहां ट्रांसफर प्रोटीन के बारे में समझते हैं बहुत सारे फेमस प्रोटीन हैं एक प्रोटीन जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है कौन सा है हीमोग्लोबिन यह आरबीसी में पाया जाता है और लंग से ऑक्सीजन को टिशूज तक ले जाता है इसके पश्चात शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग की तरफ ले जाता है तो यहप्रोटीन है इसमें कितनी सब यूनिट होती हैं छात्र 4 हिमोग्लोबिन में 4 प्रोटीन सब यूनिट होती हैदो अल्फा और दो बीटा बीटा सब यूनिट पर ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू होते हैं यह यदि न्यूक्लियोटाइड या एमिनो एसिड में चेंज होने के कारण कुछ परिवर्तित हो जाए तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे GAG कोड ग्लूटामिक एसिड के लिए है यदि यहGTG हो जाए तोA की जगह T हो जाता है अब यह ग्लूटामिक एसिड की जगह Valine बनाएगा इस तरह ग्लूटामिक एसिड की जगहvaline आ जाएगा ग्लूटामिक एसिड नेगेटिव चार्ज है किंतु वेलिन हाइड्रोफोबिक है इस तरह उत्परिवर्तन होने से ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आने पर परिवर्तन आ जाता है तो आप यहां वैलीन के कारण हाइड्रोफोबिक एनवायरमेंट देखेंगे जिसमें यह दूसरे हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज के साथ इंटरेक्ट कर हाइड्रोफोबिक पॉकेट बनाएगा यहां पर फाइब्रिल्स बन जाएंगे जिनके कारणआरबीसी का आकार सिकल शेप हो जाएगा जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं अधिकतर यह अफ्रीका में देखा जाता है इस तरह यह प्रोटीन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए विशेष महत्वपूर्ण है दूसरे प्रकार के प्रोटीन जिन्हें रक्षात्मक प्रोटीन कहते हैं क्या है छात्र एंटीबॉडी इसी तरह शरीर में रक्षात्मक प्रोटीन होते हैं जिन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं यह इम्यूनोग्लोबुलीन होती है और बैक्टीरिया या वायरस से हमें रक्षा देती है यह इन्हें पहचान कर इन्हें नष्ट कर देती है यह शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्ति या या वायरस को प्रेसिपिटेटे या न्यूट्रलाइज कर देती है इसके अलावा शरीर में दूसरा प्रोटीनthrombin पाया जाता है यह विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्र ब्लड क्लोटिंग ब्लड क्लोटिंग प्रोटीनthrombin पाया जाता है यह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है इसे ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन भी कहते हैं क्या आप हमें चोट लगती है तो यह वैस्कुलर सिस्टम से रक्त को बाहर बहने से रोकता है इसके अलावा कुछ प्रोटीन रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं क्योंकि यह शरीर की विभिन्न सेल्यूलर या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को नियंत्रित करते हैं छात्र इंसुलिन जैसे इंसुलिन यह शरीर में शुगर मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है इसकी कमी से डायबिटीज देखा जाता है इस तरह इंसुलिन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है इसी तरह से एक प्रोटीन मोनीलिन है जिसका उपयोग स्वीटनर की तरह किया जाता है यह पूरी तरह से सेफ है इसी तरह कई दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन है इस तरह यदि प्रोटीन की बात की जाती है तो हम तुरंत उसके कार्यों के बारे में सोचते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन जो अंडे में पाया जाता है केसीन दूध में पाया जाता है आदि है tइस तरह बहुत प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो शरीर में विशेष कार्य करते हैं इनकी संरचना विशेष महत्वपूर्ण होती है जैसे motile प्रोटीन या कॉन्टैक्टाइल प्रोटींस जैसे एक्टिन और मायोसिन यह स्केलेटल मसल्स में स्ट्रैंथ और प्रोटेक्शन और संकुचन के लिए महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए छात्र Keratin जैसे keratineयह फाइबर प्रोटीन है साथ ही कोलेजन भी है यह बालों और नाखूनों में पाया जाता है इसके अलावा पंखों में भी इस तरह अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण एमिनो एसिड रेसिड्यूज के अलग अलग कॉन्बिनेशन से होता है जैसे यहां हाइड्रॉक्सीप्रोलाइन के कांबिनेशन से ग्लाइसिन और प्रोलीन बने हैं अधिकतर हाइड्रॉक्सीप्रोलाइन ग्लाइसिन और प्रोलीन अमीनो एसिड के कॉमिनेशन होते हैं यह प्रोटीन को लंबवत संरचना प्रदान करते हैं जैसे कोलेजन और कीरेटिंन और भी इसी तरह इस तरह हमने ग्लोबुलर प्रोटीन फाइबर प्रोटीन और मेंबर इन प्रोटीन के बारे में भी समझा आप यदि1 और2 टाइप के प्रोटीन देखें तो यह मेंब्रेन प्रोटीन है तथा मेंब्रेन में एंबेडेड होते हैं हमने इन मेंब्रेन प्रोटीन का अल्फा और बीटा प्रकार देखा यह प्रोटीन और दूसरे कार्य जैसे ट्रांसपोर्टर रिसेप्टर और चैनल के लिए भी उपयोग होते है इन्हें मैं उदाहरण से समझाता हूं जैसे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यह ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मेंब्रेन प्रोटीन होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल और आयन के मूवमेंट में मदद करते हैं इसके अलावा कुछ बड़े मॉलिक्यूल जैसे दूसरे प्रोटीन को बायोलॉजिकल मेंब्रेन से ट्रांसपोर्ट होने में मदद करते हैं यह प्रक्रिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस को जाने में मदद करती है जैसे मल्टीड्रग इनफ्लक्स ट्रांसपोर्ट एक उदाहरणAcrB है तो यहां देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है आप यहां मॉलिक्यूल देख सकते हैं तो इधर मेंब्रेन मेंपैरीप्लाज्मा और यहआउटर मेंब्रेन है इसमें आउटर मेंब्रेन में12c तथा इनर मेंब्रेन में AcrB है तो यदि यह पदार्थ हैं तो मेंब्रेन सेपदार्थ के ट्रांसपोर्ट के समय ट्रांस मेंब्रेन चल जाती है और कुछ रेसिड्यूज इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन जैसेAsp 407 and Lys 940 and Asp 408 ट्रांसलोकेशन के लिए अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इस तरहफेलिक्स ट्रांसफॉरमेशन से कंफर्मेशन चेंज होता है इस तरह पंपिंग मैकेनिज्म के द्वारा मॉलिक्यूल आउटर मेंब्रेन से बाहर निकल सकता है तो इस तरह ट्रांसपोर्ट मेकैनिज्म होती है लिटरेचर में बहुत सारी ट्रांसपोर्ट विधियां दी गई है जिनके द्वारा आयन और मॉलिक्यूल का मेंब्रेन को पार कर सकते हैं इसके अलावा बहुत से मेंब्रेन प्रोटीन होते हैं जैसे आयन चैनल यह अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसेपोटेशियम डिपेंडेंट आयन चैनल क्लोरीन डिपेंडेंट आयन चैनल आदि इस तरह मेंब्रेन क्रॉस करके ट्रांसपोर्ट होने में दो मुख्य प्रॉपर्टी काम करती हैं पहला सिलेक्टेड आयन कंडक्शन और दूसरा गेटिंग सिलेक्टिव आयन अर्थात यह केवल कुछ आयनजैसे पोटेशियम को सेलेक्ट करेगा किंतु क्लोरीन को सेलेक्ट नहीं करेगा इस तरह यहां सिलेक्टिविटी होगी जिससे यह केवल कुछ आयन को प्रवेश करने देगा दूसरी प्रक्रिया गेटिंग है गेटिंग अर्थात यह कुछ केस में चैनल ओपन करेगा यह कुछ केस में प्रवेश की अनुमति देगा जिससे चैनल खुलेगा किंतु कुछ केस में चैनल बंद रहेगा इस स्थिति में कोई भी मॉलिक्यूल चैनल से अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा उदाहरण के तौर पर सभी मॉलिक्यूल इससे पास नहीं हो सकते यह ओपन और क्लोज कन्फर्मेशन का उदाहरण है यह प्रक्रिया आप देख सकते हैं यहां पर ग्लूटामिक एसिड148मेंब्रेन के अंदर है यह ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करके रखता है यदि इसका कन्फर्मेशन बदल जाए यहE148 हो जाए तो यह मॉलिक्यूल को मेंब्रेन से पास होने देगा आयन की मेंब्रेन से ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया विशिष्ट होती है इसके दो पहलू है पहली प्रक्रिया सिलेक्टिव और कंडक्शन और दूसरी गेटिंग होती है यहां ओपन और क्लोज्ड कंफर्मेशन चेंज से मेंब्रेन के पार मॉलिक्यूल या आयन का प्रवेश निर्धारित करती है यह पूरी तरह से विशिष्ट होती दूसरा उदाहरण ऑलफैक्ट्री सूंघने केरिसेप्टर का है यह कीमो सिग्नल लेते हैं तो हम सुगंध कैसे लेते हैं मलेरिया इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है क्योंकि मच्छर मनुष्य को इसके द्वारा पहचान लगते हैं और उन्हें काटकर मलेरिया का कारण बनते हैं यदि मच्छरों में सूंघने की क्षमता ना होती तो हमें वे कभी पहचान ना पाते हम यहां देखते हैं मच्छर के एंटीना में ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर है हम इसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं और यह महत्वपूर्ण है की सुबह की अपेक्षा शाम को यह मच्छर मनुष्य को ज्यादा अच्छी तरह से पहचान पाते हैं अभी बहुत सारी रिसर्च हो रही है जिनके द्वारा इन ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स को समझा जा रहा है अभीGPCRS मैं बहुत सारी विधियां विकसित की है जिनके द्वारा इन रिसेप्टर्स को पहचानने की कोशिश की जा रही है और कौन से प्रोटीन मच्छर के और कौन से मनुष्यों के करेस्पॉन्ड करते हैं और मलेरिया के लिए यह रिसेप्टर किस तरह कार्य करताहै इस तरह अगर हम देखें तो इनके बहुत सारे फंक्शन है जैसे एंटीबॉडी स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीनरेगुलेटरी प्रोटीन रिसेप्ट चैनल प्रोटीन यह मुख्य रूप से स्ट्रक्चर पर आधारित होते हैं यहां मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं यह आपको कार्य समझने में मदद करेगा स्ट्रक्चर के आधार पर इन्हें पहचाना जाता है जैसे एंजाइम में उनकी एक्टिव साइट स्ट्रक्चर के अंदर नहीं देखी जा सकती क्योंकि यह कॉन्पैक्ट होती है यहां हम प्रोबेबल साइट को पहचान सकते हैं जिसमें लिगेंड मॉलिक्यूल प्रवेश कर यह कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं देखा जा सकता है यदि हम स्ट्रक्चर पर जाएं तो हमें पॉकेट के समान अलग संरचनाएं दिखाई देती हैं इनको देखकर आप एक्टिव साइट और जहां लिगेंड जुड़ सकता है या क्रिया को रोक सकता है देख सकते हैं यही इनकी एक्टिव साइट या इन्हींबिट साइट हो सकती है हमें मालूम है कि आजकल हम बहुत सारी बीमारियों से प्रभावित है कई नई बीमारियां जैसे कैंसर एचआईवी चिकनगुनिया डेंगू आदि देखने को मिल रही है इनका मुख्य आधार किसी विशेष प्रोटीन को टारगेट करना है जैसे ही हमें विशेष टारगेट प्रोटीन के बारे में समझ में आ जाएगा तो हम इन्हीं बिटर्स को को डिजाइन कर सकते हैं जैसे पहले समझाया गया है की हिमोग्लोबिन के केस में ग्लूटामिक एसिड म्यूटेशन होकर वलीन आ जाता है जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया देखा जाता है इसी तरह हारमोंस में थोड़ा सा परिवर्तन जैसे leucin की जगह अर्जिनिन आ जाने से हाई ब्लड प्रेशर देखा जाता है इसी तरह से बहुत से प्रोटीन जैसे इंसुलिन की कमी डायबिटीज का कारण हैp53 जैसे बड़ी बीमारी का कारण हो सकते हैं जैसे कैंसर इस तरह यदि आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है तो हमें उसके कारण से जुड़े प्रोटीन के फंक्शन को जानना आवश्यक है जैसे p53के उदाहरण में यह डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है इसके म्यूटेशन मैं arginineप्लेसमेंट ह्यूमन कैंसर का कारण होता है इस तरह हम देखते हैं की विशेष म्यूटेशन कैंसर का कारण होता है यह प्रोटीन स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पर निर्भर करता है जैसे आप देख रहे हैं कि प्रोटीन साइट पर डीएनए इंटरेक्ट कर रहा है आप देख सकते हैं कि जिस प्रोटीन साइट पर डीएनए इंटरेक्ट कर रहा है वहां एमिनो एसिड रेसिड्यू म्यूटएट हो जाए तो डीएनए की एक्टिविटी घट या बढ़ जाएगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी मैं परिवर्तन आ जाता है इसके द्वारा यह समझा जा सकता है की विशेष म्यूटेशन होने पर प्रोटीन डीएनए बाइंडिंग कॉन्प्लेक्स पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है तोप्रोटीन डीएनए बाइंडिंगकी विशिष्टता और इस में होने वाले परिवर्तन से बीमारियां कैसे होती हैं जैसे कैंसर समझा जा सकता है डीएनए बाइंडिंगजैसे कैंसर मैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं या स्ट्रक्चर और फंक्शन में होने वाले अंतर को समझने पर हमें प्रोटीन के अलग अलग लेवल पर संरचना में होने वाले अंतर आसानी से समझ आ सकते हैं तो यदि आप प्रोटीन संरचना समझना चाहे तो यह विभिन्न रूप में हैजैसे प्राइमरी सेकेंडरी और तृतीयक स्ट्रक्चर और क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर इनके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे एमिनो एसिड रेसीडुएल के कंबीनेशन से बनता है जैसे यहां फर्स्ट methionine और दूसराisoleucineहै यहां हमें एमिनो एसिड का जुड़ाव दिख रहा है अगले लेवल पर देखने पर आपको इनका अरेंजमेंट दिखेगा कि कैसे यह रेसिड्यू अरेंज है अब यदि केवल अमीनो एसिड सीक्वेंस देखे जाएं और यह किस तरह से विन्यास होगा इस पर विचार किया जाए तो यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा तो यदि यह हेलीकल शेप में दिखाई दे जैसे स्पाइरल होता हैतो यह हेलिक्स होगा अब दूसरा सीढ़ी नुमा है तो यह सीढ़ीहोगी इस तरह अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा सीट है इसके पश्चात सेकेंडरी लेवल और फिर तृतीयक लेवल इस लेवल पर प्रोटीन की संरचना के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलती है की 3D स्ट्रक्चर में यह रेसिड्यू या एटम किस तरह से अरेंज हैं तो यह एटम की पूरी पिक्चर प्रदर्शित करता है कि यह आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं उदाहरण के तौर पर x y z कोऑर्डिनेशन अब कई तृतीयक संरचना मिलकर क्वॉटरनरी स्ट्रक्चर बनाती है तो कई सारी तृतीयक संरचना मिलकर चतुर्थक संरचना बनाती है जैसे यहां एक चैन monomer होगीकईmonomer मिलकरoligomer बनाएंगी और महत्वपूर्ण कार्य करेंगी दो मॉलिक्यूल मिलकरdimer बनाते हैं यह कार्य की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है इनके जुड़ने से चतुर्थक संरचना बनेगी तो अगली क्लास में हम प्राथमिक स्ट्रक्चर द्वितीयक स्ट्रक्चर तृतीयक स्ट्रक्चर और चतुर्थकquaternary संरचना के बारे में विस्तार से देखेंगे यह संरचना कैसे बनती है और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक संरचना से इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है और इसका क्या कार्य है समझेंगे